हम डिजाइन पर अपने व्याख्यान को जारी रखते हैं और हम अपरिवर्तित मेसनरी के लिए डिजाइन की जांच कर रहे हैं और उस कोड की बात कर रहे हैं जो परमिसिबल स्ट्रेस को देखता है समग्र संरचनात्मक डिजाइन के संदर्भ में अंतिम कक्षा में हमने जो जांच की थी वह फ्रेमवर्क भूकंपीय कोड को जोड़ रहे हैं जो IS 1893 भाग 1 है भूकंप प्रतिरोधी निर्माणों के लिए अभ्यास IS 4326 है राष्ट्रीय भवन कोड का ऐसा सेगमेंट जो अनारक्षित मेसनरी और संरचनात्मक डिजाइन से संबंधित होता हैं हमने पिछले वर्ग में यही देखा था की इमारतों के महत्व के आधार पर और भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर जिसमें आप संरचनाओं को डिजाइन कर रहे हैं हम उन्हें बी सी डी और ई श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं और आप देखते हैं कि महत्व कारक हमें जोन 2 के निर्माण के लिए ले जाएगा और इसका इम्पोर्टेंस फैक्टर 15 होगा और यह C श्रेणी में आता है और हम उपयुक्त समय पर प्रत्येक श्रेणी के तहत विवरण में जांच करेंगे लेकिन बिंदु श्रेणी बी सी डी और ई पर विशिष्ट निर्धारित हस्तक्षेप होंगे जो भूकंपीय प्रतिरोध सुनिश्चित करेंगे और यह भूकंप के भार से अलग है जिसे आप परिभाषित करेंगे की आप किस क्षेत्र में यह संरचना कर रहे है और इसका क्या महत्व है और इसलिए पिछले वर्ग में उठाए गए एक प्रश्न के आधार पर मैंने सोचा कि हम इसका प्रभाव डिजाइन पक्ष पर देख लें मेरा मतलब है की हम निहितार्थ पार्श्व भूकंपीय गुणांक और शियर डिमांड को देखेंगे जो आईएस 4326 के अनुसार आवश्यक है मैं अभी इस स्लाइड में इसके आवेदन को देख रहा हूं जो भवन की श्रेणी के संदर्भ में एक डिजाइन भूकंपी गुणांक का मूल्यांकन है तो मैं इस मामले में शीर्ष पर स्थित तालिका को प्रतिबिंबित कर रहा हूं जो भूकंपीय गुणांक का वास्तविक अनुमान लगा सकती है इसलिए मैं यहां इमारत की मंज़िलों के आधार पर एक अंतर बना रहा हूं और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इमारतों को B C D और E के रूप में वर्गीकृत किया गया है लेकिन कोड IS 4326 आगे इसकी संरचनाओं को देखता है जो 1 2 मंजिला संरचनाएं या 3 या 4 मंजिला संरचनाएं हैं ताकि इनके भेद को दर्शाया जा सके तो मैं डिजाइन भूकंपीय गुणांक की जांच कर रहा हूं जो A h आईएस 1893 की बी श्रेणी की इमारत के लिए अनुमान लगाता है जो 1 से 3 मंजिला हो सकती है या सी डी या ई श्रेणी की 1 या 2 मंजिला इमारतें भी हो सकती हैं तो डिजाइन भूकंपीय गुणांक का अनुमान यहां दिया गया है आपके पास ज़ोन फैक्टर है जो स्ट्रक्चर से ही आता है तो Z 2 को डिजाइन भूकंप वर्णक्रमीय अनुपात एस से गुणा करके इस्तेमाल किया जाता है और इसे Sag से दर्शाया जाता है हम यहाँ पर वर्णक्रमीय अनुपात का अधिकतम मान ले रहे हैं जो कि 25 से विभाजित है जो हमने कल देखा था जिसे हम RI कहते हैं जहाँ आई उस स संरचना का एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो यदि Ah का अनुमान इस तरीके से लगाया गया है तो इस विशेष श्रेणीकरण के लिए डिजाइन के लिए शियर बल का उपयोग करना होगा और डिजाइन के लिए शियर बल का अनुमान R के कारकों को अलग करके लगाया जाता है मेरा मतलब है की यदि हम जोन 2 महत्व कारक 1 में बैठे इमारत का आकलन कर रहे हैं जो श्रेणी बी भवन 1 से 3 मंजिला श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है तो मैं प्रत्येक श्रेणी के लिए गुणांक भूकंपीय बल का अनुमान लगा सकता हूं चूंकि हम श्रेणी बी या श्रेणी सी भवन को देख रहे हैं जहां भूकंपरोधी विस्तारक आवश्यकताएं क्षैतिज भूकंपीय बैंड के साथ रुकती हैं चूँकि हम क्षैतिज भूकंपीय बैंड के साथ असंबद्ध मेसनरी वाली इमारतों की बात कर रहे हैं इस मामले में उपयोग किए जाने वाला आर फैक्टर 2 है लेकिन जैसे ही हम डी श्रेणी की इमारत या ई श्रेणी की इमारत की ओर जाते हैं वे वर्टीकल रहे हैं प्रबलित कंक्रीट तत्वों के साथ साथ क्षैतिज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट का उपयोग पार्श्व भूकंपीय गुणांक का अनुमान लगाने के लिए करते हैं जिसका अर्थ है की हम वास्तव में 25 का लेटरल सिस्मिक केफीसिएंट उपयोग कर रहे हैं तो यह तालिका स्वयं आपको दिखाती है कि ये दोनों सी श्रेणी की इमारतें हैं और ये दोनों डी श्रेणी की इमारतें ये दोनों ई श्रेणी की इमारतें हैं लेकिन डिजाइन का भूकंपीय गुणांक जरूरी नहीं कि समान हो इन दोनों स्थान पर यह एक है हालाँकि इन दोनों में वे संख्याएँ भिन्न हो सकती हैं लेकिन मंशा यह है कि सही आधारित डिजाइन बलों का अनुमान लगाया जाये जो भवन के प्रकार के आधार पर R कारक का उपयोग करता हैं दूसरी ओर आपके पास भूकंपरोधी प्रतिरोधी सुविधाओं की निर्धारित आवश्यकताएं हैं जो IS 4326 पर आधारित है इसलिए इसे ध्यान से जांचना आवश्यक है क्योंकि आप 4326 के अनुसार भूकंप प्रतिरोधी सुविधाओं की संरचना और कार्यान्वयन कर रहे हैं गणना का यह सेट अब 4 मंजिला बी श्रेणी की इमारत और 3 या 4 मंजिला सी और डी श्रेणी की इमारत तक विस्तारित होता है ई श्रेणी के भवन के लिए यदि कोई भवन श्रेणी ई जो कि 5 ज़ोन है और महत्वपूर्ण कारक 1 या ज़ोन 5 संरचना है या महत्व कारक 15 या क्षेत्र 4 महत्व कारक 15 है ई श्रेणी की इमारतें आमतौर वह है जहाँ आप 3 मंजिला संरचना पर रुक जाते हैं तो ई श्रेणी में अधिकतम संख्या 3 मंजिला है यदि आप श्रेणी D में हैं तो आप इसे चार मंजिला तक ले जा सकते हैं यदि आप इस तरह की स्थिति को देख रहे हैं जहां आप चार मंजिला में बी श्रेणी निर्माण को देख रहे हैं या 3 मंजिला निर्माण को सी और डी श्रेणी को देख रहे हैं तब उसी मान्यताओं का उपयोग करते आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या होगा मेरा मतलब है की बी और सी 2 का आर कारक उपयोग करेंगे जबकि बाकी के लिए गणनाओं के लिए आपको 25 के आर फैक्टर का उपयोग करना होगा तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर सावधानीपूर्वक जांचने की आवश्यकता है जहाँ तक B C D E श्रेणियों का संबंध है और R कारकों का होना इसलिए आवश्यक है क्यूंकि डिजाइन भूकंपीय गुणांक का अनुमान लगाने में इसका उपयोग किया जाता है तो यह एक पहलू है जिसे आपको समझना होगा जब आप इन तीन कोडों के बीच एकरूपता की संरचनात्मक संरचना की रूपरेखा को देखेंगे मैं अब IS 1905 की प्रमुख पहलुओं की व्यापक कवरेज को बताऊंगा जो डिजाइन मानक की एक संरचनात्मक सामग्री के रूप में मेसनरी पर विचार करती है बेशक आपके पास कोड है और इसकी खोजपूर्ण पुस्तिका है जैसा कि मैंने पहले बताया था की इन दोनों का गहन अध्ययन आपको इस कोड को बनाने वाले कई नुस्खों का एक समग्र विचार देगा हम अगले दो व्याख्यान में डिजाइन के केवल विशिष्ट पहलुओं पर चर्चा करेंगे हमने पार्श्व प्रतिरोध के बारे में बात की है जो मेसनरी निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण है और वास्तव में वह इरादा है जिसके साथ मैंने एक संरचनात्मक सामग्री के रूप में अपरिवर्तित मेसनरी के लिए कोड को जोड़ा जो 4326 और 1893 डिजाइन भूकंपीय इनपुट आवश्यकताओं की सिफारिशें करता है हालाँकि जहाँ तक 1905 का सवाल है स्पष्ट रूप से भूकंपीय डिजाइन के बारे में बात नहीं करता है यह कोड स्पष्ट रूप से भूकंपीय डिजाइन की बात नहीं करता है हालांकि पार्श्व प्रतिरोध एक ऐसी चीज है जिसे पर्याप्त कवरेज दिया जाता है जहाँ तक आप संरचना में पार्श्व प्रतिरोध की एक न्यूनतम राशि प्राप्त करते हैं आईएस 1905 कोड लोड असर वाली दीवारों और गैर लोड असर वाली दीवारों दोनों से संबंधित है और तनाव दृष्टिकोण का उपयोग करता है यह कार्य तनाव दृष्टिकोण के रीइंफोर्स्ड मेसनरी खंड और राष्ट्रीय भवन कोड 2016 में अनुभाग तक विस्तारित है इसलिए भारतीय मानकों के अनुसार मेसनरी के डिजाइन के दृष्टिकोण में एक स्थिरता है हम अनुमेय तनाव दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं कोड 1905 सभी प्रकार की मेसनरी इकाइयों से संबंधित है यह ठोस मेसनरी वाली इकाइयों या छिद्रित ईंटों के लिए मान्य है और सामग्री के संदर्भ में यह जले हुए मिट्टी की ईंटों से लेकर पत्थर के कंक्रीट ब्लॉक तक को संबोधित करता है और उन सभी आधुनिक ब्लॉक को भी जिसे आप देख रहे हैं इसलिए इस सामग्री के किसी भी प्रकार का संरचनात्मक डिजाइन 1905 के कोड द्वारा शासित है पार्श्व भार प्रतिरोध को दिया गया महत्व कुछ ऐसा है जो कोड के विभिन्न पहलुओं में पढ़ा ही जाता है कोड में निहित समझ यह है कि स्लैंडरनेस रेश्यो को सीमित करके आपको मेसनरी तत्वों का वांछनीय व्यवहार मिलता हैं इसलिए हम इसे उस सीमा पर रखना चाहेंगे जिसके संदर्भ में अनुमति दी गई है और जो स्वाभाविक रूप से प्रणाली को पार्श्व स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है तो स्लैंडरनेस रेश्यो इस मंशा के साथ कोड में बताया गया है कि वहवर्टिकल के नीचे बकसुआ को रोक सके स्लैंडरनेस रेश्यो को कम करना विशेष रूप से पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करने में भी सहायक होता है और क्षैतिज बलों की सहायता के लिए हम पवन के बल की या भूकंप प्रेरित बल की बात करते हैं ये स्लैंडरनेस लिमिट और अन्य आवश्यकताये विशेष रूप से पार्श्व बलों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के पार्श्व समर्थन दीवार के वांछनीय प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं तो इन दो दिशाओं में यदि आप संरचना की वर्टिकल दिशा देख रहे हैं और संरचना की ऊंचाई के साथ फर्श की बनावट बीम का एंकरेज के साथ कनेक्शन यह सब देख रहे हैं तो यह सब वांछनीय प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक है या यदि आपके पास मंजिल के स्लैब और छत के स्लैब के बीच सकारात्मक कनेक्शन नहीं है फिर किस तरह का प्रभाव दीवारों की पार्श्व स्थिरता पर पड़ता है यह कुछ ऐसी चीज है जिसे सीधे कोड द्वारा ही माना जाता है क्षैतिज दिशा में दीवार की पार्श्व स्थिरता क्रॉस दीवार से शियर दीवार के प्रावधानों द्वारा ध्यान में रख के तय की जाती है पियर्स के बट्ट्रेसेसके प्रावधानों को यह सुनिश्चित करना है कि दो दीवारों के लिए पार्श्व स्थिरता है हम पियर मेसनरी पैनल के रूप में उपयोग कर रहे हैं यह एक पार्श्व भार है जो वर्टिकल तत्व का विरोध करता है हालांकि कोड 1905 कुछ अलग तरीके से पियर्स को परिभाषित करता है और हम मेसनरी पैनल की बात जारी रखेंगे जहां तक शियर प्रतिरोध का संबंध है तो यहाँ कोड मेसनरी पियर के रूप में संदर्भित है जो मूल रूप से एक निश्चित दीवार की मोटाई t हैं लेकिन अगर दीवार में निश्चित प्रक्षेपण है जो अतिरिक्त पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करता है तब उस तत्व को पियर कहा जाता है और इस पियर का संपूर्ण विस्तार दीवार की ऊँचाई से निरंतर है जो कि अगर आप tp दीवार की मोटाई पियर सहित घाट लेते हैं और दीवार की मोटाई t w t p t w दीवार की पूरी ऊंचाई के साथ स्थिर रहती है पियर की चौड़ाई फिर से कुछ है जो पार्श्व प्रतिरोध के कितने प्रतिरोध पर आधारित है दीवार को पियर द्वारा प्रदान किया जाता है तो पियर ऐसा तत्व माना जाता है जो दीवार के लिए अतिरिक्त पार्श्व स्थिरता प्रदान करता है हालांकि एक बट्रेस कुछ ऐसा है जो पारंपरिक रूप से मेसनरी के निर्माण में उपयोग किया जाता है लेकिन कुछ मामलों में आपको अधिक पार्श्व प्रतिरोध प्रदान करने के लिए दीवार के बुटेरेसिंग की आवश्यकता हो सकती है एक बट्रेस और पियर के बीच मुख्य अंतर यह है कि पियर ऊंचाई के साथ आयाम नहीं बदलता है जबकि बट्रेस आमतौर पर बेस पर बड़ा और टेपर होता है जैसा कि यह संरचना के शीर्ष की ओर जाता है तो शब्दावली के संदर्भ में पियर अलग है और एक मेसनरी की बट्रेस मेसनरी पियर से अलग है कोड के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक शियर की दीवार को क्रॉस दीवारों के साथ प्रदान किया जाए इसलिए यदि आपको पाठ्यक्रम के प्रारंभिक भाग के दौरान हमारी चर्चा याद है कि आधुनिक मेसनरी निर्माण में पार्श्व लोड प्रतिरोध दीवारों एक संरचना की पूरी योजना के साथ शियर की दीवारें और क्रॉस दीवारें के विवेकपूर्ण वितरण द्वारा होता है इसलिए क्रॉस दीवार का प्रावधान मुख्य दीवार के लिए कठोर के रूप कुछ ऐसा हैं जो मेसनरी दीवार पर पार्श्व स्थिरता सुनिश्चित करता है तो कोड इन कड़ी दीवारों के बारे में बात करता है और आपको क्या स्पेस निर्धारित करना चाहिए इन कठोर दीवारों को प्रदान करना चाहिए जो एक तरह से नियमन करते हैं कि योजना आयाम क्या है जो अलग अलग कमरों के लिए आवंटित कर सकते हैं आप वास्तुशिल्प डिजाइन स्तर पर मंजिल योजना को जानते हैं तो दीवार पर निर्भर करता है जो कि एक क्रॉस दीवार के साथ कड़ी हो गई और मंजिलों की संख्या जो संरचना के लिए उठाया जा रहा है चाहे यह 1 से 3 मंज़िल या 4 मंज़िल हो और मंजिला ऊंचाई के आधार पर इन क्रॉस दीवार से शियर वाल के बीच अधिकतम रिक्ति निर्धारित है और कड़ी दीवार की मोटाई भी निर्धारित हैं तो कोड प्रिसक्रिप्टिव रिक्वायरमेंट और कुछ डिज़ाइन के बीच चलता है जो आपको चेक करने की आवश्यकता है तो यह कुछ महत्वपूर्ण नुस्खों में से एक है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास मेसनरी के निर्माण में अच्छी पार्श्व स्थिरता है अब जब आप दीवार के स्लैंडरनेस अनुपात पर गणना कर रहे होते हैं जब आप पार्श्व बलों के लिए उपलब्ध स्थिरता प्रतिरोध पर गणना करना कर रहे होते हैं यह लोड असर वाली दीवार पर क्रॉस वॉल के प्रभाव पर विचार करना उपयोगी है यदि आपके पास एक क्रॉस दीवार शियर दीवार के खिलाफ बैठे हैं तो केवल शियर दीवार को दीवार के रूप में विचार करने के बजाए जो इन प्लेन की दिशा में पार्श्व बलों का प्रतिरोध करती है आप प्रभावी फ्लांगेस के रूप में क्रॉस दीवार का लाभकारी प्रभाव अकाउंट कर सकते हैं तो कोड आपको एक प्रभावी फ्लांगेस की चौड़ाई के लिए कुछ अनुमति देता है जो मेसनरी की दीवार के पार्श्व भार प्रतिरोध में योगदान देती है और यह अनुभवजन्य देता है वास्तव में आप इस प्रभावी फ्लांगेस चौड़ाई का उपयोग कर सकते हैं तो शियर दीवार पार्श्व बलों का विरोध करने के लिए एक शियर दीवार की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि आप इस फ्लांगेस के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आप इन फ्लांगेस का अनुमान कैसे लगाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि दीवारें किस तरह से इंटरैक्ट कर रही हैं क्या आप h क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं या आप एक एज क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं जहां यह योजना में C आकार का विन्यास है तो अगर यह h के आकार का विन्यास हैं यदि आपके पास दो दीवारें हैं और यदि बीच में एक शियर दीवार है तो सिरों की दीवारों को शियर की दीवार के लिए फ्लांगेस के रूप में कार्य करने के लिए समझा जा सकता है और यह फ्लांगेस कितना माना जाना चाहिए जो आप इस विशेष आंकड़े में देख सकते हैं तो ऊपर और नीचे का फ्लांगेस दीवारों के दो किनारों हैं अधिकतम ओवरहांग की लंबाई जिसको आप प्रभावी फ्लांगेस मानते हैं T के आकार या I के आकार की दीवार की चौड़ाई के रूप में विचार कर सकते हैं दीवार की मोटाई या H 6 से 12 गुना है जहाँ H अंतर मंजिला ऊंचाई ही है तो यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग आप शियर की दीवार का प्रतिरोध का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं यदि आपके पास C आकार की दीवार है तो निश्चित रूप से आपके पास समरूपता का लाभ नहीं है जैसाआपने पिछली तस्वीर में देखा था इस मामले में हम प्रभाव को लगभग दीवार की मोटाई का 6 गुना कम कर देते हैं या अंतर मंज़िल की ऊंचाई H 6 तो यह वह सीमा है जो आप दीवार मोटाई के बारे में 12 बार तक विचार कर सकते हैं या H 6 वास्तव में प्रभावी फ्लांगेस के रूप में उपयोग करते हैं एक शियर दीवार के पार्श्व लोड प्रतिरोध वृद्धि में चौड़ाई अगर इसके छोर पर क्रॉस दीवार है अब यह महत्वपूर्ण खंड है हम परमिसिबल स्ट्रेस एप्रोच के साथ काम करेंगे और ज्योमेट्री के सभी प्रभावों में सक्षम होने के लिए और लोडिंग से आने वाली एक्सेंट्रिसिटी को लोड करना हमें यह स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए कि दीवार का स्लैंडरनेस रेश्यो क्या है और स्लैंडरनेस रेश्यो के आधार पर हमने अपने मेसनरी के बल के सेगमेंट में देखा है जो कि स्लैंडरनेस का प्रभाव और लोड की एक्सेंट्रिसिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो दीवार के लोड उठाने की क्षमता को कम करता हैं आपके पास दूसरा ऑर्डर प्रभाव आ रहा है और वर्टिकल भार वहन करने की क्षमता से समझौता किया जा सकता है तो ऐसा कौन सा ढांचा है जिसके भीतर यह आईएस 1905 में स्लैंडरनेस अनुपात स्थापित करने में सक्षम माना जाता है आपको यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि दीवार की प्रभावी ऊंचाई प्रभावी लंबाई प्रभावी मोटाई क्या है ताकि स्लैंडरनेस अनुपात का अनुमान लगाया जा सके या तो दीवार की ऊंचाई के साथ या स्लैंडरनेस अनुपात दीवार की लंबाई के साथ इसलिए हम जांच शुरू करते हैं कि कितनी प्रभावी ऊंचाई प्रभावी लंबाई और प्रभावी मोटाई हैं जो कोड द्वारा परिभाषित की जाती है और इसलिए यह हमें स्लैंडरनेस अनुपात को परिभाषित करने की ओर ले जाता है और कैसे स्लैंडरनेस अनुपात और एक्सेंट्रिसिटी अनुपात फिर परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस पर प्रभाव है इसलिए यह अगली कुछ स्लाइड्स में दिखाने जा रहा हूँ जहां तक प्रभावी लंबाई का संबंध है कोड क्या करता है यह आपको फर्श स्लैब या छत के स्लैब द्वारा निभाई गई भूमिका बताता है इसलिए यह महत्वपूर्ण यह है कि डिजाइन की आवश्यकताओं के आधार पर चाहे रीइनफ़ोर्स कंक्रीट फर्श हो चाहे हल्का संरचनात्मक मंजिल हो लकड़ी का फर्श या स्टील का फर्श आप इस तरह की स्थिति को समझने में सक्षम होंगे जो कि दीवारों के सिरों पर फर्श पर है और उस पर आधारित दीवार की प्रभावी लंबाई बदलने के लिए बाध्य है इसलिए कोड चार अलग अलग श्रेणियों को देखता है और आप अन्य शर्तों को भी देख सकते हैं कोड लकड़ी के फर्श के बारे में बात करता है लेकिन अपने देश में लकड़ी के फर्श आम नहीं हैं आपके पास स्टील के फर्श हो सकते हैं और फिर आप मंजिल के प्रकार से प्रेरित हो कर संभावित अंत स्थितियां की जांच करना चाहते हैं तो कोड आपको रीइनफ़ोर्स कंक्रीट छत या फर्श स्लैब लकड़ी की छत या फर्श लेकिन अंतिम छत पर या फ्रीस्टैंडिंग दीवारो के साथ को देखने की संभावना देता हैं और फिर हम अनुमान लगा रहे हैं कि विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ऊंचाई क्या हो सकती है बेशक यह सैद्धांतिक रूप से आदर्श सीमा की स्थिति से अलग होगा हम अपनी गणनाओं के लिए मान सकते हैं हमने देखा है कि यह केवल सीमा की स्थितिस्लैंडरनेस और एक्सेंट्रिसिटी नहीं है लेकिन यह दीवार और फर्श के बीच सापेक्ष कठोरता भी हैं इसलिए वहाँ कई कारक आते हैं और इसलिए कोड निर्धारित ऊंचाई सैद्धांतिक रूप से अलग होगी तो कोड आपको पार्श्व और रोटेशनल दोनों पर पूर्ण संयम की संभावनाएं देता है जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे उपलब्ध है आपके पास पार्श्व संयम पार्श्व अनुवाद और रोटेशनल संयम सबसे ऊपर और सबसे नीचे हैं अनुवादात्मक संयम का अर्थ है कि आपके पास रोटेशनल संयम सबसे नीचे नहीं है आपके पास पार्श्व संयम दोनों नीचे से ऊपर की ओर है केवल अनुवाद संबंधी संयम रोटेशनल संयम नहीं हैं और ऐसा मामला जहां पार्श्व और रोटेशनल संयम अनुवादिक और रोटेशनल संयम सबसे नीचे हो और शीर्ष पर कोई संयम नहीं हो जो एक खड़ी दीवार का मामला होगा जैसे एक पैरापेट दीवार हो सकती है पैरापेट दीवार एक गैर संरचनात्मक तत्व है लेकिन पैरापेट लेकिन उदाहरण के लिए एक नियमित परिसर की दीवार एक फ्रीस्टैंडिंग दीवार के रूप में योग्य होगी यदि आप ऐसी दीवार के संरचनात्मक डिजाइन को देखना चाहते थे तो यह जानना आवश्यक है कि क्या सीमा स्थिति की तरह उस प्रणाली के करीब है जिसे आप चुन रहे हैं और इस अनुमान को बनाने के लिए प्रभावी ऊंचाई आवश्यक है कॉलम के बारे में क्या इसलिए यदि आपके पास मेसनरी की दीवारें हैं जहां दीवार की चौड़ाई दीवार की मोटाई की तुलना में 4 गुना कम है उन्हें आमतौर पर कॉलम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दीवारों के रूप में नहीं माना जाता है वे वास्तव में स्लेंडर तत्व हैं तो अगर मेसनरी की दीवार कुल चौड़ाई दीवार की मोटाई से 4 गुना कम है आप उन्हें कॉलम की तरह वर्गीकृत करते हैं और जहाँ तक डिजाइन का संबंध है उनकी स्लैंडरनेस को देखते हुए हम उन्हें संरचनात्मक रूप से अलग मानते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह पार्श्व एक या दो एक्सिस के बारे में के बारे में समर्थन करता है इसलिए आमतौर पर जब आपके पास मेसनरी स्तंभ होता है तो आपके पास मेसनरी स्तंभ रीइनफ़ोर्स कंक्रीट बीम प्राप्त करना एक दिशा या दो दिशाओं में या सभी चार पक्षों में हो सकते हैं इसलिए उस अभिविन्यास को देखने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है जिसमें कॉलम के अंत में पार्श्व संयम आ रहा है तो आपके पास एक स्तंभ हो सकता है जो एक ईंट स्तंभ की तरह है जहां x दिशा में कंक्रीट बीम आ रहा है और y दिशा दोनों ओर से आपके पास प्रतिबंध हैं आपके पास अलग अलग विन्यास हो सकते हैं एक एकल रीइनफ़ोर्स कंक्रीट बीम से और जो स्तंभ पर टिकती हैं वह स्थिति जहाँ यह चारों दिशाओं से प्राप्त हो रही है इस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर यदि किसी दिशा में पार्श्व संयम है तो आप इसकी ऊंचाई 1 h लेते हैं जहाँ h स्तंभ की ऊँचाई है अगर कोई संयम नहीं है तो आप प्रभावी ऊंचाई स्तंभ की ऊंचाई से दोगुनी तक लेते हैं तो 1 h और 2 h के बीच भिन्न होता है जहां तक कॉलम का संबंध है यदि आपके पास दीवार में महत्वपूर्ण ओपनिंग हैं जैसे कि दरवाजा और खिड़की की ओपनिंग हम मेसनरी पियर के बारे में बात कर रहे है और हम बात करते है कि आप मेसनरी की दीवार में शियर विरूपण प्रोफाइल कैसे होगी जो ओपनिंग से छिद्रित हैं अब यदि यह मेसनरी पियर छोटा है तो यह घाट के बजाय स्तंभ के रूप में योग्य है आपको प्रभावी ऊंचाइयों का उपयोग करने के बारे में सावधान रहना होगा जो स्तंभ से संबंधित है तो आम तौर पर दरवाजा खोलने और खिड़की के खुलने के बीच सीमाएं हैं जो उस मेसनरी पियर आकार को कम कर सकती हैं यदि यह एक कॉलम के रूप में है तो आपको प्रभावी कारकों का उपयोग करना होगा तो ओपनिंग के बीच की दीवार अंततः एक मेसनरी स्तंभ के रूप में काम कर सकती है अगर आप इस प्रकार के विन्यास को देख रहे हैं तो फिर किस प्रकार की सीमा स्थिति इस मेसनरी कॉलम को x दिशा और y दिशा के साथ देने के लिए है इसलिए इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस पर निर्भर करता है कि आपके पास रीइनफ़ोर्स कंक्रीट स्लैब या हल्की छत या हल्की मंजिल जो रोटेशनल संयम या ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल संयम आपको अनुमान लगाना होगा कि प्रभावी ऊंचाई क्या है इसलिए यदि शीर्ष पर पूर्ण संयम है तो आप दीवार की लंबवत दिशा को देखते हैं और दीवार की समांतर दिशा और अनुमान लगाते हैं कि प्रभावी ऊंचाई क्या है इसलिए अगर पूर्ण संयम है तो दीवार से परपेंडिकुलर दिशा में जो y y दिशा में है आप 075 एच प्लस 025 एच 1 की प्रभावी ऊंचाई की बात कर रहे हैं जहां यह एच 1 सबसे बड़े ओपनिंग का जिक्र है तो अन्य दिशा में यह माना जाता है कि प्रभावी ऊंचाई ही दीवार की ऊंचाई है यदि आपके पास रीइनफ़ोर्स कंक्रीट स्लैब नहीं है जो आपको शीर्ष पर रोटेशनल संयम देने में सक्षम है अनुवाद के खिलाफ अच्छा संयम और शीर्ष पर रोटेशन फिर आप आंशिक संयम देख रहे हैं यदि आपके पास आंशिक संयम है तो एक्स दिशा और y दिशा में क्या होता है तो यह फिर से कुछ है जो आपको ध्यान से वर्गीकृत करना होगा और अनुमान लगाएं कि प्रभावी ऊंचाई क्या है सवाल यह है कि क्या आप उन मामलों में जिसमें ओपनिंग हैं आप लिंटल बीम पर विचार कर रहे हैं बिंदु देखें जहां तक लिंटल बीम का संबंध है लिंटल बीम निरंतर तत्व नहीं हैं लिंटल बीम जहां तक भार वहन गुरुत्वाकर्षण भार वहन करते हैं जहाँ तक मेसनरी डिजाइन है और निरंतर तत्वों के रूप में कल्पना नहीं की गई है तो ये मूल रूप से कट लिंटल्स में संदर्भित करते हैं वे केवल ओपनिंग के ऊपर दिखाई देते हैं इसलिए उनके योगदान को प्रदान करने के लिए नहीं माना जाता है यह दीवार की कठोरता प्लेन दिशा में को प्रभावित कर सकता है लेकिन वास्तव में एक सीमा स्थिति नहीं है यह सीमा के करीब नहीं हैं अब भले ही आपके पास काट लिंटल हो मेरा मतलब है कि आपके पास निरंतर लिंटल हैं जो कि आईएस 4326 द्वारा निर्धारित किया गया है जब हम एक लिंटल बीम की बात करते हैं यह लिंटल के स्तर पर है और संरचना में लगातार चल रहा है यहां तक कि यह एक बहुत स्लेंडर तत्व हैं यदि आप उस क्रॉस सेक्शन को देखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं न्यूनतम स्टील के साथ शायद 75 मिमी या 150 मिमी हैं तो ये विकृत तत्व है अपेक्षाकृत विकृत तत्व और वे दीवारों के सिरों पर बिल्कुल नहीं बैठे हैं और इसलिए उनके योगदान को कठोरता के अनुमान में व्यवस्थित नहीं माना जाता है इसलिए यदि आप प्रभावी ऊंचाई का अनुमान लगाने में सक्षम हैं तो आपको प्रभावी लंबाई पर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि हमने देखा है कि पार्श्व बल किस प्रकार क्षैतिज झुकने की स्थिति में या विकर्ण झुकने की स्थिति में दीवार में विकृति उत्पन्न करते हैं इन दोनों स्थितियों में अगर दीवार के सिरों में सीमा की स्थिति वर्टिकल किनारे दीवार के पार्श्व किनारों में क्रॉस दीवारों और रिटर्न दीवारों का प्रभाव होता है तब यह दीवार की प्रभावी लंबाई दीवार की विकृत प्रोफ़ाइल को प्रभावित करेगाताकि जब आप प्रभावी लंबाई के आधार पर स्लैंडरनेस की गणना कर रहे हों तो इसका हिसाब रखना होगा तो विभिन्न स्थितियों में आपके पास कोई क्रॉस दीवार नहीं होने के साथ एक खाली दीवार हो सकती है दीवार जिसके दोनों सिरों पर क्रॉस दीवारें हैं भी हो सकती है एक छोर पर क्रॉस दीवार बड़ी ओपनिंग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं तो कोड आपको अलग अलग स्थितियां देता है जिसके तहत दीवार की प्रभावी लंबाई की गणना की जा सकती है तो यहाँ कुछ आंकड़े के संदर्भ के साथ मामले दिए गए हैं अगर दीवार निरंतर है और क्रॉस दीवारों के द्वारा समर्थित है और एच 8 के भीतर कोई ओपनिंग नहीं हैं एच दीवार की ऊंचाई को संदर्भित करता है क्रॉस दीवार के एच 8 फिर प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का लगभग 80 प्रतिशत होना चाहिए एक छोर पर दीवार क्रॉस दीवार द्वारा समर्थित और दूसरे छोर पर क्रॉस दीवारों के साथ दीवार निरंतर है यह एक और मामला हैं यदि आपके पास प्रत्येक छोर पर क्रॉस दीवारों द्वारा समर्थित दीवार है तो आपके पास एक और स्थिति है ओपनिंग के बिना और फिर एक छोर पर दीवार मुक्त और क्रॉस वॉलेट के साथ निरंतर दूसरे छोर पर 15 सबसे बड़ा हैं मेरा मतलब है कि आपके पास एक तरफ संयम का प्रभाव है दूसरे पर संयम नहीं हैं और आपके पास एक दीवार है जो पार्श्व किनारों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और आप प्रभावी लंबाई को दो बार एल के रूप में लेते हैं अब यदि ओपनिंग बड़ा है तो आप मान सकते हैं यह ओपनिंग एक मुक्त अंत पैदा कर रहा है और स्पैन्ड्रेल द्वारा उपलब्ध संयम जो कुछ भी गहराई हो महत्वपूर्ण नहीं है तो आप प्रभावी लंबाई का अनुमान लगा रहे हो और फिर आपको दीवार की प्रभावी मोटाई क्या है अनुमान लगाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आप स्लैंडरनेस अनुपात का अनुमान लगा रहे हैं प्रभावी ऊंचाई बाय प्रभावी मोटाई के रूप में आपको प्रभावी दीवार की मोटाई क्या चाहिए इसलिए यदि आप ठोस दीवारों का उपयोग कर रहे हैं तो यह वास्तविक मोटाई है परंतु यहाँ आप दीवार के भाग के रूप में प्लास्टर की मोटाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हम दीवार की मोटाई के अनुमान को बनाने में दीवार की प्लास्टर की मोटाई को नहीं लेते है लेकिन अगर आप पिएर्स और बट्रेस के साथ दीवारों को देख रहे हैं तो फिर हमें बटरेसेड तत्व की आवश्यकता है और पिएर्स का योगदान दीवार की प्रभावी मोटाई में सुधार करने के लिए होगी इसलिए जब आप ऐसा करते हैं आप मूल रूप से एक दिशा में सख्त गुणांक का उपयोग कर रहे हैं आप दोनों दिशाओं के साथ सख्त गुणांक का उपयोग नहीं कर सकते हम आमतौर पर उन तत्वों की बात कर रहे है जो वर्टीकल संरेखित होते हैं पिएर्स और बट्रेस लंबवत रूप से संरेखित है हम दीवार की मोटाई के अनुमान में इस सख्त गुणांक का उपयोग करते हैं लेकिन आप इसे दीवार की लंबाई के लिए योगदानकर्ता के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं तो सख्त गुणांक का अनुमान इस तालिका में दिया गया है जहां Sp केंद्र से पिएर्स के केंद्र या क्रॉस की दीवार की दूरी है या तो आपके पास पियर्स हैं या क्रॉस दीवारें हैं और tp पिएर्स की मोटाई है जो हमने पहले देखा है तो पिएर्स की मोटाई और दूरी के अनुपात के आधार पर आप अनुमान लगाएं कि सख्त गुणांक क्या है और आपको पिएर्स की मोटाई से दीवार की मोटाई के अनुपात की विभिन्न स्थितियों के बीच प्रक्षेप करने की अनुमति है तो दीवार और पियर की वास्तविक ज्योमेट्री के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सख्त गुणांक का मान क्या होने जा रहा है और हां अगर यह एक क्रॉस वाल है तो अनुपात 3 से अधिक हो सकता है लेकिन आप इसे 3 पर कैप करते हैं और अनुमान लगाते हैं तो यह क्रॉस पियर्स के साथ एक ठोस दीवार हो सकती है और अगर यह एक क्रॉस पियर्स है जैसा कि मैंने कहा आपके पास अनुपात है जो t p t w से अधिक है3 से अधिक है आप इसे t p t w जो 3 के बराबर है कैप कर सकते हैं और दीवार की प्रभावी मोटाई का अनुमान लगाने के लिए सख्त गुणांक का उपयोग करें इसलिए प्रभावी ऊंचाई की जांच करने के तरीके से इसे डिजाइन में माना जाता है प्रभावी लंबाई और प्रभावी मोटाई यह डिजाइन में कैसे माना जाता है एक बार आप इन मूल्यों का अनुमान लगा ले आप दो अनुपातों को लेते हैं प्रभावी ऊंचाई टू प्रभावी मोटाई या प्रभावी लंबाई टू प्रभावी मोटाई और दो स्लैंडरनेस अनुपात में से कम को लिया जाता है और यह रूढ़िवादी पक्ष पर प्रसारित होता है कि दो मूल्यों के निचले हिस्से को डिजाइन में उपयोग किया जाता है तो आपको हर दीवार के लिए एक अनुमान लगाने की जरूरत है कि दो स्लैंडर अनुपात क्या हैऔर दो मूल्यों में निचले मूल्य का उपयोग करें जहां तक कॉलमों की बात है आप उन प्रमुख दिशाओं को देखें और एक कॉलम के लिए ये मान दीवार के लिए 12 से अधिक नहीं होना चाहिए 27 के क्रम की कैप के रूप में स्लैंडरनेस अनुपात मेसनरी की दीवार में जहाँ तक डिजाइन का संबंध है एक बार स्लैंडरनेस अनुपात स्थापित किया जा सकता है तो आपको एक्सेंट्रिसिटी में आने की जरूरत है और जहाँ तक एक्सेंट्रिसिटी का संबंध है जब हम परमिसिबल स्ट्रेस की जांच करते हैं तो हम आम तौर पर दीवार के बेस पर परमिसिबल स्ट्रेस की जांच करते हैं हम मानते हैं कि दीवार का महत्वपूर्ण खंड दीवार के बेस पर है यदि आप वास्तव में विभिन्न लोडिंग स्थितियों को देखते हैं और सबसे आम लोडिंग की स्थिति जहां शीर्ष पर लोड की एक्सेंट्रिसिटी है और दीवार के अंदर बेस पर फिक्सिटी या बेस पर रोटेशनल रिलीज क्योंकि बेस पर क्रैक हैं फिर महत्वपूर्ण खंड जो विक्षेपण के संयोजन के कारण लोड के तहत होना चाहिए और लोड की एक्सेंट्रिसिटी जरूरी नहीं कि दीवार के बेस पर हो यह लगभग दीवार की साठ प्रतिशत की ऊंचाई पर हो सकता है जहां आप अधिकतम एक्सेंट्रिसिटी प्राप्त करेंगे हालांकि हम अलग अलग दीवारों में व्यवस्थित रूप से जांच नहीं जा रहे हैं जहां महत्वपूर्ण अनुभाग की उम्मीद घटित होती हैं हम दीवार के बेस पर गणना करते हैं इसलिए दिए गए डिज़ाइन दिशा निर्देश इस तथ्य पर विचार करते हैं कि सरलीकरण आवश्यक है ताकि हम रूढ़िवादी पक्ष में हैं क्योंकि महत्वपूर्ण खंड जरूरी की दीवार का आधार हो सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिति में यह लगभग दीवार की ऊंचाई का 60 प्रतिशत होना चाहिए जहां तक एक्सेंट्रिसिटी का सवाल है आपके पास संभवतः कई स्रोतों से आ रहा एक्सेंट्रिसिटी होगा क्योंकि अगर आप मेसनरी वाली दीवार लेते हैं तो यह एक सिंगल लोड नहीं हो सकता है सुपरइम्पोज्ड लोड दीवार पर ट्रांसफर हो रहा है आपके पास कई भार हो सकते हैं जो आपके द्वारा डिजाइन की जा रही दीवार के निश्चित खंड पर आ रहे है तो उस स्थिति में आपको अनुमान लगाना होगा कि परिणामी एक्सेंट्रिसिटी क्या है क्योंकि आप तीन अलग अलग एक्सेंट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं यह अनुमान लगाने के लिए कि स्लेंडर क्या है लोड की एक्सेंट्रिसिटी का प्रभाव दीवार पर क्या होता है तो आपको ज्योमेट्री पर आधारित अनुमान बनाने की आवश्यकता है जहां तक भार के स्थान का संबंध है और भार एक वेटेड मतलब है एक्सेंट्रिसिटी का जो परिणामी एक्सेंट्रिसिटी पर आने के लिए बनाया है और इसलिए यह एक्सेंट्रिसिटी है जिसका उपयोग आप एक्सेंट्रिसिटी अनुपात की गणना के लिए करेंगे यदि यह एकल भार हैं तो आप एकल लोड का उपयोग करने जा रहे हैं लेकिन यदि यह विभिन्न एक्सेंट्रिसिटी के साथ कई भार है तो परिणामी एक्सेंट्रिसिटी का उपयोग करती हैं तो आप परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस का अनुमान लगाने में सक्षम है और सुनिश्चित करें कि लोड के संयोजन के लिए किसी दिए गए वॉल क्रॉस सेक्शन में परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस को पार नहीं किया जाता है अब अगर मांग बल परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस से अधिक हैं फिर आपके पास ईंट इकाई की उच्च शक्ति और उच्चतर मोर्टार का विकल्प है और यह सुनिश्चित करें कि परमिसिबल स्ट्रेस को अब और बढ़ा दिया जाता है मांग तनाव कम होता है तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है और फिर परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस की तुलना मांग तनाव से करें जिसकि आप उम्मीद कर रहे हैं तो जिस तरह से परमिसिबल कम्प्रेसिव स्ट्रेस है वह यह है कि आपको एक मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस का उपयोग करना होगा और इस शब्दावली को बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा जाता है मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस तब अलग अलग प्रभावों द्वारा फैक्टर किया जाता है जिनमें से एक पर हमने बात की है जो स्लैंडरनेस रेश्यो और एक्सेंट्रिसिटी के कारण कम हो गई है दूसरा छोटे क्षेत्रों के कारण को क्षेत्र में कमी कारक कहा जाता है और तीसरा एक आकार संशोधन कारक के रूप में जाना जाता है हम तीनों पर चर्चा करेंगे तो आपको मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस की आवश्यकता है जिसके लिए आप इन कमी कारकों का उपयोग कर रहे हैं तो मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस ही आपके पास दो तरीके हैं जिनसे आप बुनियादी कंप्रेसिव स्ट्रेस पर पहुंच सकते हैं इसलिए बुनियादी कंप्रेसिव स्ट्रेस एक टेबल है जो वर्किंग स्ट्रेस प्रदान करता है यह मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस जैसा कि आप टेबल में देखते हैं मेसनरी की ताकत नहीं है यह मेसनरी की संक्षिप्त शक्ति नहीं है यह वर्किंग स्ट्रेस दृष्टिकोण के भीतर है जिसका हम उपयोग करते हैं तो आईएस 1905 की तालिका संख्या 8 आपको मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस चुनने की संभावना देती है जो आप काम करना चाहते हैं मतलब तनाव मांग पर निर्भर करता है की आप एक उच्च शक्ति या कम शक्ति इकाई या उच्चतर शक्ति या कम शक्ति मोर्टार के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास यह मैट्रिक्स है जो आपको यहां पहले कॉलम में विभिन्न मोर्टार प्रकार देता है H 1 से L2 और आपके पास यूनिट की ताकत 35 से लगभग 40 तक है इसलिए इन नंबरों के रूप में आप मूल कम्प्रेसिव स्ट्रेस देखते हैं वह इकाई और मोर्टार की एक निश्चित शक्ति के संयोजन के लिए निर्धारित है तो आप इस मान का उपयोग कर सकते हैं जो कोड निर्धारित करता है या यदि आप प्रिज्म परीक्षण का उपयोग करके प्रयोगशाला में कम्प्रेसिव शक्ति परीक्षण करते हैं फिर हम मेसनरी की क्रशिंग ताकत का 25 प्रतिशत लेते हैं तो यदि आप वास्तव में प्रयोगशाला में एक परीक्षण कर रहे हैं तो अगर आपके पास सांख्यिकीय रूप से नमूनों की पर्याप्त संख्या हैं तो मूल कम्प्रेसिव स्ट्रेस मेसनरी की कम्प्रेसिव शक्ति का एक चौथाई है f प्राइम में 28 दिन की क्रशिंग ताकत है और कम्प्रेसिव शक्ति भी हैं इसलिए यदि आपके पास परीक्षण के परिणाम हैं तो इसका उपयोग करें अगर परीक्षण के परिणाम नहीं हैं कोड आपको एक समग्र आधार देता है यह आपके लिए काफी स्पष्ट है कि सुरक्षा के न्यूनतम कारक जिसकी हम वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं सुरक्षा का न्यूनतम कारक 4 पर शुरू होता है तो अगर कम्प्रेसिव शक्ति fm है तो यह fm बाय 4 है जिसे हम वास्तव में बुनियादी कम्प्रेसिव स्ट्रेस रख रहे हैं फिर हम मूल कंप्रेसिव स्ट्रेस को गुणा करने जा रहे हैं कारकों के साथ यह मानते हुए कि तीन कारक जिन्हें मैं k s k a और k p देख रहा हूं सभी 1 है तो सुरक्षा का न्यूनतम कारक प्रेमिसिबल स्ट्रेस दृष्टिकोण में 4 सुनिश्चित किया गया है यह संख्याओं तक जा सकता है जो कि काफी चौंका देने वाला हैं हाँ क्योंकि 25 क्यों हमने देखा है कि लगभग मेसनरी का 33 प्रतिशत स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आप रैखिक लोचदार व्यवहार से विचलन प्राप्त करना शुरू करते हैं जिसका अर्थ है कुछ प्रारंभिक क्रैकिंग शुरू हो गई है और लोच का मापांक पांच प्रतिशत के क्षेत्र में से 33 प्रतिशत मेसनरी की ताकत तक अपने अनुमान को सीमित कर रहे थे तो मूल रूप से प्रारंभिक एक तिहाई कम या ज्यादा रैखिक है और यह इस तथ्य से मेल खाता है कि मूल कम्प्रेसिव स्ट्रेस को उस तनाव को इलास्टिक क्षेत्र के रूप में लिया जाता है तो यह समझ में आता है क्योंकि आप एक प्रेमिसिबल स्ट्रेस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं आप गैर रैखिक सीमा में तनाव स्तर को नहीं जाने देना चाहते हैं और यही तर्क है इसलिए यह तालिका IS 1905 के परिशिष्ट B में है जो आपको ऊंचाई पर मोटाई अनुपात के आधार पर सुधार कारक देता है जो आप प्रिज्म के लिए उपयोग करेंगे और हमने देखा है कि ब्लॉक काम और ब्रिक वर्क के लिए इन मूल्यों में भिन्नता हो सकती हैं तो पहला कारक तनाव में कमी का कारक है और यह तनाव में कमी का कारक कुछ और नहीं बल्कि दूसरा आदेश प्रभाव है जो हम देख रहे थे और वे स्लैंडरनेस अनुपात और एक्सेंट्रिसिटी अनुपात की शर्तें में हैं हमने इस तालिका को पहले देखा है तो एक बार आपके पास स्लैंडरनेस अनुपात हैं दो में से कम H प्रभावी बाय T प्रभावी या L प्रभावी t प्रभावी होगा और एक्सेंट्रिसिटी अनुपात फिर से परिणामी एक्सेंट्रिसिटी अगर आपके पास कई भार हैं तो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी अनुपात 0 से एक चौबीसवाँ एक बारहवां एक छठा यह रैखिक लोचदार के लिए हैं प्रमुख स्थिति जहां आपको कोई तनाव नहीं है लेकिन पूर्ण कम्प्रेशन है और फिर एक चौथाई और एक तिहाई जहाँ क्रॉस सेक्शन में तनाव होने लगता है और स्लैंडरनेस अनुपात 6 से 27 तक जाते हैं इसलिए आप रिपोर्ट किए गए मान के बीच में अंतर कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ स्लैंडरनेस अनुपात 6 है और जो कुछ भी लोड के स्लैंडरनेस अनुपात के लिए है तनाव में कोई कमी नहीं है आप आगे बढ़ते हैं हमने उन ग्राफ़ को देखा है जिन्हें आप बना सकते हैं वो कर्व जिनको आप अभिव्यक्ति के इस सेट के साथ बना सकते हैं तो पहला कारक तनाव में कमी कारक 1 से कम 1 या 1 से कम हैं दूसरा क्षेत्र कमी कारक है यह क्षेत्र कमी कारक मूल रूप से एक क्षेत्र की लघुता लेता है मेसनरी के क्षेत्र का विरोध करना जिसका अर्थ है कि यदि आप एक पूर्ण दीवार के बारे में बात कर रहे हैं अगर आप एक छोटे स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं छोटा स्तंभ में एक विरोध क्षेत्र नहीं होता है जो दीवार के बराबर होता है अब अगर वहाँ सामग्री में दोष है अगर एक दोषपूर्ण ईंट है तो दोषपूर्ण ईंट का प्रभाव एक छोटे क्रॉस सेक्शन में स्तंभ की तरह उस खराब ईंट की समस्या से अधिक गंभीर होने वाला है तो यह भूमिका निभाने के रूप में मेसनरी में परिवर्तनशीलता के लिए लेखांकन का एक तरीका है यह क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र छोटा होने पर कभी कभी क्रिटिकल होता है तब क्रिटिकल नहीं होता जब क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है तो यह वास्तव में क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के छोटेपन को ध्यान में रखता है और यह तभी लागू होता है जब क्रॉस सेक्शन 02 मीटर 2 से कम हो तो अगर आप स्तंभों के साथ काम कर रहे हैं आपके पास एक क्रॉस सेक्शन और क्षेत्र कमी कारक का प्रकार होगा को अनुमानित रूप से 07 15 A के रूप में अनुमानित किया जाता है जहाँ A क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह अंतर्निहित अवधारणा से जाता है कि एक छोटे से क्रॉस सेक्शन में वहां विफलता की अधिक संभावना है क्योकि एक बड़े क्रॉस सेक्शन की तुलना में पत्थर या ईंट की गुणवत्ता ख़राब हैं तो वो क्षेत्र में कमी कारक हैं हमारे पास एक आकार संशोधन कारक भी है और यह आकार संशोधन कारक का उपयोग सही होना चाहिए यदि आप जिस तरह से ईंटें बिछा रहे हैं उसमें चेंज होता है हम आमतौर पर ईंटों को दो बार फ्लैट करते हैं लेकिन किसी कारण से जब आप दीवार पार अनुभागों का अनुकूलन करना चाहते हैं या जब आपके पास एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क है जब आप ईंट का प्लास्टर नहीं करते हैं तो आप एक निश्चित पैटर्न चाहते हैं जो बाहरी ओर पर दिखाई दे तो आप ईंट को किनारे पर रख सकते हैं या आप ईंट को सपाट रखने के बजाय अंत में भी रख सकते हैं इसलिए यदि कोई परिवर्तन होता है तो तत्काल निहितार्थ बेड जॉइंट्स की संख्या में परिवर्तन होगा जो कि ईंटों के फ्लैट प्लेसमेंट के संबंध में होगा जब आप ईंटों को फ्लैट रखते हैं तब आपको बेड जॉइंट्स की अधिकतम संख्या मिलेगी लेकिन अगर आप इसे अंत में रखना चाहते थे तो फ्लैट वार मामले की तुलना में बेड जॉइंट्स की संख्या कम होगी और अगर आप इसे किनारे पर जगह देना चाहते थे यह जॉइंट्स की न्यूनतम संख्या होगी जो मिलेगी अगर आपको याद है कि हमने मेसनरी कंप्रेसिव स्ट्रैंथ पर बेड जॉइंट्स के प्रभाव के बारे में क्या बात की थी जैसे जैसे आप बेड ज्वाइंट कम करते हैं वैसे वैसे आपको मेसनरी में बेहतर ताकत मिलती है तो यह वह जगह है जहाँ आकार संशोधन कारक आता है और मूल रूप से आपके पास इकाइयों की विभिन्न शक्तियों के लिए आकार संशोधन कारक हैं और ऊंचाई पर चौड़ाई अनुपात इकाई पर निर्भर करता है का जिस तरह से आप इसे दीवार में ही बिछा रहे हैं तो यह अनुपात ही से जा सकते हैं 075 से जा सकता है कि हम वास्तव में ईंट को 075 की ऊंचाई तक कैसे बिछाएंगे 175 मिमी से 100 मिमी तक आपको 075 का अनुपात मिलेगा आप आकृति संशोधन कारक का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं आकृति संशोधन कारक 1 है लेकिन यदि आप इसे बदलते हैं तो आकार संशोधन कारक बढ़ जाता है वृद्धि से ये मूल्य 1 से अधिक हैं सिर्फ इसलिए कि बेड जॉइंट्स की संख्या अब कम हो रही है और इसलिए यह मेसनरी की ताकत पर सकारात्मक प्रभाव है अन्य दो कारक 1 से कम हैं यह एकमात्र कारक हैं जो 1 से अधिक है और इसके पीछे तर्क है इसका इकाई के आकार और ऊंचाई से चौड़ाई के अनुपात के अनुसार का ख्याल रखता है मूल रूप से इस तथ्य को प्रतिध्वनित करता है कि कम जॉइंट्स अधिक भार वहन क्षमता देता है तो अब इन तीन कारकों को मल्टीप्लाई किया जायेगा बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ ताकि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस स्थापित की जा सके हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे